रसायन विज्ञान पर लेक्चर में आपका स्वागत है इस मॉड्यूल में हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी देख रहे हैं अब हम बहुत जल्दी अंतिम भाग पर आते हैं अर्थात् गुणात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेक्ट्रम के पहलू सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो मैं चाहूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से परिचित हों वह निम्नलिखित है जो स्क्रीन पर फ्रेंक कोंडोन सिद्धांत की आवश्यकता होती है

इन सभी चीजों के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसमें अधिक समय लगता है वास्तव में जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी उस दर होता है इलेक्ट्रॉनिक transition कंपन होता है जो इस transition के दौरान मॉलिक्यूल की बंध लंबाई को नहीं बदल रहा है और यदि आप यहां संबंधित ग्राफ को देखें तो आपको ये दो रेखाएं दिखाई देती हैं जो गैर ऊर्ध्वाधर के नाम पर रखा जिन्होंने इसकी खोज की और इसे फ्रैंक कोंडोन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक transitions इतने कम समय के पैमाने में होने की उम्मीद है कि आपके पास केवल इलेक्ट्रॉनिक transitions है जो लंबवत हैं हम इसे बाद में देखेंगे लेकिन इसके परिणामस्वरूप आप देखते हैं कि मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजना के लिए कई अलग अलग संभावनाएं हैं जिन्हें मैं अगले मिनट में सारांशित करूंगा यदि अणु की ग्राउंड स्टेट की स्थितिज ऊर्जा और अणु की उत्तेजित अवस्था की स्थितिज ऊर्जा दोनों बाध्य अवस्थाओं का समर्थन करते हैं तो आप देखते हैं कि अणु एक उच्च ऊर्जा अवस्था में उत्तेजित हो जाता है यह यहाँ तालिका है अणु बाध्य अवस्था में फंसा हुआ है और इसलिए यह प्रकाश का उत्सर्जन कर सकता है और ग्राउंड स्टेट तक पहुँच सकता है जिसे फ्लोरेसेंस कहा जाता है और अगर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने में थोड़ा समय लगता है और फिर प्रकाश एमिट करता है तो जो प्रकाश एमिट होता है वह अलग फ्रीक्वेंसी है इसे फॉस्फोरेसेंस कहा जाता है यहां विभिन्न संभावनाएं मौजूद हैं जबकि उदाहरण के लिए यदि आपके पास मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक अवस्था की स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित तरीके से है तो ग्राउंड स्टेट स्थितिज ऊर्जा बॉन्ड की लंबाई उत्तेजित अवस्था बॉन्ड की लंबाई से थोड़ी अलग है उत्तेजित अवस्था पर संतुलन बंधन लंबाई के लिए transition हो सकता है मॉलिक्यूलर transition भी होते हैं जैसे उत्तेजित अवस्थाओं में अणु के लिए कोई बाध्य अवस्था की ओर ले जाती है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में विभिन्न संभावनाएं हैं हम माइक्रोवेव और इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के बाद इसे और अधिक देखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम किसी भी अन्य की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध है और इसे समझना भी बहुत कठिन है हमने तीन चीजों को देखा अर्थात् तीन प्रक्रियाएं जो अणु में होती हैं जिन्हें उत्सर्जन पहलू को देखा